लेक्चर 02 इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग II सभी को नमस्कार हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय में मॉड्यूल 1 और व्याख्यान 2 में हैं हमारे पाठ्यक्रम की सामग्री को फिर से संक्षिप्त में अवलोकन करते हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग और कॉनिक सेक्शंस ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शंस सेक्शंस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का एक परिचय है इस हिस्से में कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक अवलोकन जो हम आच्छादित करेंगे और एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट हमारी मानक पाठ्यपुस्तकें इंजीनियरिंग ड्राइंग एनडी भट्ट ND Bhatt के द्वारा और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स विद ऑटोकैड हैं और जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में सीख रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पहले भाग में एन इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क्स का उपयोग करते हैं दूसरे व्याख्यान में हम अपने ड्राइंग कोर्स में इस्तेमाल किए गए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और लेटरिंग को आच्छादित करते हैं उपयोग किए जाने वाले मानक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और सामान ड्राइंग शीटस् ड्राइंग शीट को कवर करने के लिए एक ड्राइंग बोर्ड एक ड्रॉफ्टर या एक टी स्क्वायर सेट स्क्वायरस् और प्रोट्रैक्टर हैं कभी कभी हम कम्पास और डिवाइडरस् का भी उपयोग करते हैं एक ड्राइंग का अनिवार्य हिस्सा पेंसिलस् और इरेज़र है शायद ही कभी हम बिंदुओं को जोड़ने के लिए फ्रेंच कर्वस् का उपयोग करते हैं आमतौर पर हम फ्रीहैंड स्केचस् के साथ जाते हैं लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम फ्रेंच कर्वस् के साथ जाएं कागज को पकड़ने के लिए हमें कागज क्लिप और पिन की आवश्यकता होती है और पेंसिल को तेज करने के लिए सैंडपेपर शार्पनर या ब्लेडस् की आवश्यकता होती है ड्राइंग उपकरणों और सहायक उपकरण में आवश्यक घटक एक ड्राइंग शीट का उपयोग करना है यहां हम एक ड्राइंग शीट टेम्पलेट देख सकते हैं जिसमें एक निश्चित चौड़ाई और एक लंबाई है यह एक बहुत लंबा आयताकार शीट ड्राइंग पेपर है भारतीय मानकों के विशिष्ट मानक ब्यूरो किसी भी ड्राइंग की अनुशंसा करते हैं इन ड्राइंग शीटों को A0 जैसे विभिन्न स्वरूपों में वर्गीकृत करते हैं जिनकी लंबाई 1189 मिलीमीटर और चौड़ाई 841 मिलीमीटर होती है आमतौर पर हम क्षैतिज दिशा में एक लंबा पक्ष रखते हैं और ऊर्ध्वाधर में छोटा पक्ष अन्य शीट भी उपलब्ध हैं A1 यानी 849 मिलीमीटर बाय 594 मिलीमीटर इसलिए यदि आप देख रहे हैं तो एक विकर्ण पुनरावृत्ति है जिसे हम इस ड्राइंग शीट के लिए देख सकते हैं A2 यानि 594 मिमी से 420 मिमी A3 यानी 420 मिमी से 297 मिमी और A4 यानी 297 मिमी से 210 मिमी तो हम ड्राइंग शीट में इस दोहराए गए पैटर्न को कह सकते हैं आमतौर पर ड्राइंग शीट में उनके प्रोजेक्शंस पर तीन आयामी वस्तुएं होती हैं यदि आप फ्रंटल व्यू से देख रहे हैं तो वह ड्राइंग कैसा दिखता है साइड व्यूज कैसे दिखते हैं साइड से अगर हम उस वस्तु को देख रहे हैं इसका मतलब है कि शायद इस दिशा में वस्तु वास्तव में झुकाव वाले प्रोजेक्शंस की तरह कैसे दिखती है और यह भी कि यदि कोई कट सेक्शंस हैं तो इसे भौतिक भाग के साथ हैश के रूप में दिखा सकते हैं और यह भी इसमें पिन जॉइंट्स और कट सेक्शंस की एक किस्म हो सकती है उन चीजों का भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और एक निश्चित प्रकार का लेटरिंग इन भागों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा और हम उस ड्राइंग शीट के स्वामित्व की तरह कुछ देखेंगे इसमें नाम और जिसने भी इसे बनाया और वस्तुएं गुण और इसी तरह की चीजें इसमें कई चर आरेख और अक्षर शामिल हैं यहां तक कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर कोई ऐसे घटक का निर्माण करना चाहता है जिसे घटक का प्रतिनिधित्व करना है तो डाइमेंशंस साइज जटिल विवरण सभी का प्रतिनिधित्व करना होगा और संक्षेप में एक ड्राइंग शीट वह है जिस पर हम इन रेखाचित्रों को बनाते हैं और आमतौर पर हम उस चित्र और शीर्षक में बी आई एस मानकों की सिफारिश करते हैं जो हमेशा रहें आकार A0 A1 A2 A3 A4 चित्रात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने एक बहुत लंबी ड्राइंग शीट का प्रतिनिधित्व किया है इसमें से आधा आपको A1 देता है उस आधे हिस्से में आपको A2 आगे A3 और A4 देता है तो A4 वह शीट है जिसका उपयोग हम परंपरागत रूप से उत्तर स्क्रिप्ट लिखने या शायद हमारी सामग्री को प्रिंट करने के लिए करते हैं हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला मानक पृष्ठ यह A4 है A4 के संबंध में A0 काफी बड़ा है सबसे अच्छी ड्राइंग शीट क्या है जिसका किसी को उपयोग करना चाहिए किसी को सबसे छोटी ड्राइंग शीट का उपयोग करना चाहिए जो ड्राइंग और रिज़ॉल्यूशन के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता दे सके वह एक सबसे अच्छा ड्राइंग शीट है जिसका किसी को उपयोग करना है यदि ऑब्जेक्ट छोटा है और इसमें बहुत कम संख्या में तत्व शामिल हैं तो A2 शीट का उपयोग करना ठीक है यदि वस्तु बहुत बड़ी है और कई घटक विस्तृत अभिव्यक्ति विवरण देना चाहते हैं तो A0 आवश्यक है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है ड्राइंग शीट में एक ड्राइंग स्पेस कुछ बॉर्डरलाइन और एक टाइटल ब्लॉक शामिल है लंबी भुजा एक क्षैतिज दिशा में है छोटी भुजा हमेशा खड़ी दिशा में होती है ड्राइंग शीट के बाद अगला ड्राइंग शीट को पकड़ना है हमें एक ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता है यहां हमने विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बोर्ड दिखाए हैं लकड़ी की संरचना वाले का उपयोग करना प्रतिष्ठित है तो एक इंक्लाइंड प्लेन जिस पर एक ड्राइंग शीट जमाने के लिए और एक डिब्बे में पेन पेंसिल और ड्राइंग उपकरण जैसे अपने भंडार को रखने के लिए व्यवस्था होती है तो ये ड्राइंग बोर्ड धातु की सतहों के साथ भी बनाए जा सकते हैं और प्लास्टिक के भी ड्राइंग बोर्ड का आकार इस ड्राइंग शीट से हमेशा बड़ा होता है उदाहरण के लिए यदि हम A0 शीट का उपयोग कर रहे हैं तो ड्राइंग बोर्ड का आकार 1500 मिमी बाय 1000 मिमी चौड़ाई से बड़ा होना चाहिए मोटाई 25 मिलीमीटर होनी चाहिए यदि कोई A3 शीट का उपयोग करता है तो आवश्यक ड्राइंग बोर्ड आकार D3 है ड्राइंग टेबल के बगल में हमें लाइनों को खींचने के लिए एक ड्रॉफ्टर या T स्क्वायर की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यहां एक यांत्रिक ड्रॉफ्टर दिखाया गया है एक ड्रॉफ्टर में क्लैंप होता है जिसके द्वारा ड्रॉफ्टर को ड्रॉइंग बोर्ड पर जमाया जा सके स्क्रूइंग अनस्क्रूइंग करने से कोई भी उस क्लैंप को जोड़ने की स्थिति में होगा और इसके पास यांत्रिक सलाखों है जिसके माध्यम से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं को प्राप्त करने की स्थिति में होगा इसे अनस्क्रूइंग करके इस मापन पैमाने को घुमाया जा सकता है और किसी भी झुकी दिशा को भी असेंबल किया जा सकता है ड्रॉफ्टर का उद्देश्य एक क्षैतिज रेखा खींचना है उस ड्राफ्टिंग टेबल या ड्राइंग शीट के अनुरूप इस ड्रॉफ्टर के प्रयोग से व्यक्ति पूरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकता है जहां भी आप इस ड्रॉफ्टर को आगे बढ़ाते हैं यह हमेशा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं को दिखाता है ये ड्रॉफ्टरस् विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं साधारण ड्रॉफ्टर जिसे हम मिनी ड्रॉफ्टर कहते हैं यहां दिखाया गया है अधिकांश परिष्कृत ड्रॉफ्टरस् भी होते हैं और जिन्हें यहां दिखाया गया है तो ये स्लाइडर आगे और पीछे जाते हैं ताकि यह क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं उस दिशा में मेज पर खींची जा सकें पहले के दिनों में लोग T स्क्वेयर्स के साथ जाते थे इसलिए यह T के रूप में है इसलिए एक बार जब यह ब्लॉक ड्राइंग टेबल के साथ संरेखित हो जाता है तो कोई भी क्षैतिज रेखा खींच सकता है ड्रॉफ्टर के साथ अन्य आवश्यक घटक सेट स्क्वायर हैं ये आमतौर पर 45 डिग्री और 30 60 डिग्री में आते हैं यहाँ झुकाव कोण 45 डिग्री है और यह भी 45 डिग्री है और यह एक 90 डिग्री है यदि कोई मिनी ड्रॉफ्टर के साथ एक झुकी रेखा खींचना चाहता है तो कोई सेट स्क्वायर को वहीं रखेगा और उस दिशा में एक रेखा खींचेगा अन्य सेट स्क्वायर इस तरफ 30 डिग्री और इस तरफ 60 डिग्री के साथ आता है शेष कोण 90 डिग्री है सेट स्क्वायर में से कुछ में इस तरह के जटिल वक्र पैटर्न भी होते हैं आमतौर पर ये ऐक्रेलिक प्लास्टिक के होते हैं ताकि पारदर्शी हो और कोई भी पैमाने पर ध्यान दें और इन स्लॉट्स के साथ लाइनों को भी डाल सकें अन्य आवश्यक घटक प्रोट्रैक्टर है जिसके माध्यम से कोई उस बिंदु द्वारा किए गए झुकाव कोण को नोट कर सकता है एक समानांतर लंब और झुकी हुई रेखाएं खींचने के लिए हम इन ड्राफ्टर्स और सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं अन्य ड्राइंग घटक कम्पास और डिवाइडर हैं मानक ज्योमैट्रिकल बॉक्स में यह कम्पास होता है जिसके माध्यम से कोई भी इस वस्तु को बीच में रखकर और उस स्लॉट में एक पेंसिल रखकर एक वृत्त खींच सकता है कोई भी सही वृत्त या एक चाप खींच सकता है अन्य एक डिवाइडर है एक डिवाइडर का उपयोग करके कोई भी लंबाई को ट्रैक और स्थानांतरित कर सकता है उदाहरण के लिए दो बिंदु हैं सीधे उस लंबाई को मापने के बजाय हम उसके बीच की दूरी को स्थानांतरित करना चाहते हैं इसलिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं एक बार तय हो जाने के बाद उसी स्थान पर दूसरे बिंदु का उपयोग करें और उस लंबाई को स्थानांतरित करें आगे उद्देश्य हम आम तौर पर डिवाइडर के साथ जाते हैं ये कम्पास अलग अलग गुणवत्ता और ताकत के भी हैं परिष्कृत वालों के पास अच्छे धातु के तख्ते होते हैं ताकि पकड़ हमेशा अच्छी बनी रहे और यही वह हिस्सा है जहाँ पेन्सिल लेड डाला जा सकता है और यह कम्पास की एक और शैली है धनुष कम्पास आमतौर पर हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से एक लेड रखा जा सकता है और यह कम्पास का एक जुड़ने वाला हिस्सा है जो एक पेंसिल लेड को सम्मिलित कर सकता है और यहां पेन्सिल लीड दिखाई गई हैं विशिष्ट इंजीनियरिंग कम्पास डिवाइडर विभिन्न स्वरूपों में आते हैं उपयोगिता के आधार पर कोई इस कंपास का उपयोग करता है अब किसी भी ड्राइंग के लिए मुख्य घटक पेंसिल है साधारण पेंसिल की तुलना में इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केच पेंसिल में विभिन्न ग्रेड होते हैं आमतौर पर उस ग्रेफाइट लीड की कठोरता के आधार पर 16 ग्रेड हम उपयोग करेंगे उदाहरण के लिए एक 9H ग्रेफाइट का सबसे सख्त प्रकार है जिसमें 6H 5H और 4H अत्यंत सख्त होंगे अगर यह 3H बहुत सख्त पेंसिल है और अगर यह H मध्यम सख्त है तो यह एक B प्रकार नरम और काला रंग का है 2B पेंसिल नरम और काली है 3B पेंसिल बहुत नरम और काली है और 7B पेंसिल सबसे नरम है तो यहां बाईं ओर हमने 6B 5B B शायद 5H 3H और 4H नोटेशन जैसे अलग अलग पेंसिल दिखाए हैं नीचे हमने पेंसिल द्वारा बनाए गए रंग को दिखाया है जो उस पेंसिल द्वारा बनाया गया कंट्रास्ट है इस पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित पेंसिल ये चार ग्रेड हैं जहां पेंसिल का ग्रेड 3H 2H H और HB का उल्लेख किया गया है और पेंसिल का उद्देश्य लाइनों का निर्माण करना है शायद डायमेंशन लाइनों और सेंटर लाइनों का निर्माण 2H का उपयोग करके किया जाता है यदि यह ऑब्जेक्ट लाइन और लेटरिंग है तो इसे H के साथ किया जाना है और यदि यह डाइमेंशनिंग और बाउंड्री लाइन के बारे में कुछ है तो HB पेंसिल का उपयोग करना होगा कुल मिलाकर B ग्रेड पेंसिल में अधिक ग्रेफाइट होते हैं यदि हम तालिका को देख रहे हैं तो B में हमेशा अधिक ग्रेफाइट होता है और एक मोटी और गहरी रेखा बनाता है और ये रेखाएं हल्की पेंसिल की तुलना में थोड़ी स्मज होती हैं जबकि एक H ग्रेड पेंसिल अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें अधिक मिट्टी होती है हल्की और महीन रेखाएं खींची जा सकती हैं और गहरे पेंसिल की तुलना में कम स्मूदी हो सकती है अब हम फ्रेंच कर्वस् के बारे में जानेंगे उदाहरण के लिए यदि मेरे पास तीन डेटा पॉइंट हैं तो कोई उस तरह का एक मनमाना फ्रीहैंड स्केच बना सकता है या शायद एक फ्रेंच कर्वस् का उपयोग कर सकता है ताकि बिंदु उस कर्व से गुजर रहा हो और इसे एक अच्छी चिकनी रेखा से जोड़ सके आगे के उद्देश्य के लिए हमें इन फ्रेंच कर्वस् की आवश्यकता है और यह फ्रेंच कर्वस् यूलर सर्पिल से बने खंड हैं यूलर सर्पिल का हिस्सा लिया जाएगा और यह फ्रेंच कर्व बनाया जाएगा और यह कर्व के मुक्त रूप को चित्रित करने के लिए होगा उदाहरण के लिए एक चिकना कर्व कई नॉन कोलिनियर बिंदुओं से गुजर रहा है एक कर्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम फ्रेंच कर्वस् का उपयोग करते हैं आमतौर पर पैराबोला के लिए लंबे वालों का उपयोग किया जाता है इलिप्स के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे और मध्यम का उपयोग हाइपरबोलास के लिए किया जाता है और इसमें विभिन्न इलिप्टिक कर्व भी होते हैं इसलिए जब भी कर्व के एक स्वतंत्र रूप की आवश्यकता होती है हम इन फ्रेंच कर्वस् का उपयोग करते हैं लकड़ी बनाने और काटने के लिए भी लोग अच्छा फिनिश पाने के लिए मेटेलिक फ्रेंच कर्व्स फ्रेंच कर्वस् का इस्तेमाल करते हैं अन्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और सामान पेपर क्लिप और पिन हैं इसलिए जब भी हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड होता है तो इसे रखने के लिए बोर्ड होता है हम उस ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट रखना चाहेंगे यह पेपर है इसे धारण करने के लिए हम इस क्लिप व्यवस्था का उपयोग करते हैं इसे कसकर पकड़ने के लिए हमें इन क्लिपों की आवश्यकता होती है कभी कभी लोग पिन का भी उपयोग करते हैं कभी कभी पेंसिल को तेज करने के लिए हमें सैंडपेपर की आवश्यकता होती है और थोड़ी चौड़ी तरह की लाइनें बनाने के लिए हम आमतौर पर इस सैंडपेपर पर इस पेंसिल को रगड़ते हैं बहुत तेज कोनों के लिए हम इस शार्पनर का उपयोग करते हैं और अनुशंसित इरेज़र स्टैडलर है जिसमें हमेशा यह बहुत चिकनी प्रकार से मिटाती है इन आवश्यक ड्राइंग उपकरणों जैसे बोल्ड शीट पेंसिल शार्पनर क्लिप कम्पास डिवाइडर और सेट स्क्वायर के बाद पहला उद्देश्य यह है कि अक्षरों को कैसे बनाया जाए इस खंड में हम ड्राइंग में शामिल लेटरिंग स्टाइल्स को आच्छादित करते हैं लेटरिंग स्टाइल्स अक्षर लेखन और अंक लेखन की शैली है उदाहरण के लिए हम बड़े अक्षरों A B C D और Z प्रकार की चीजों और 0 1 2 3 से 9 प्रकार के तत्वों का उपयोग करते हैं आमतौर पर फ्रीहैंड लेटरिंग की सिफारिश सबसे ज्यादा की है और यह भी एक गॉथिक शैली में है इस शैली को एक निरंतर रेखा से मिलकर माना जाता है या तो आधारभूत या झुकाव वाले गोथिक के साथ लंबवत स्ट्रोक के साथ सीधे गॉथिक तो या तो हम सीधे वर्टिकल A या एक झुके हुए A का उपयोग करते हैं यदि यह झुका हुआ है तो 75 डिग्री माना जाता है और एक गाइड लाइन होगी तो उस गाइड लाइन में हम कोई भी लेटरिंग बनाते हैं लेटरिंग ऊंचाई को विनियमित करने के लिए आमतौर पर 3 मिलीमीटर दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाएगा इसलिए आपके लेटर 3 मिलीमीटर से कम होने चाहिए यदि यह लेटरिंग हाइट कैपिटल्स जैसा कुछ है तो हम 25 मिलीमीटर का उपयोग करते हैं यदि यह लाइनों की मोटाई जैसा कुछ है तो हम 018 मिमी का उपयोग करते हैं यह समझने के लिए दाईं ओर हमारे पास यह l अक्षर है जिसमें h की ऊँचाई और d की चौड़ाई है इसलिए यहाँ h 25 मिलीमीटर है और d 018 मिलीमीटर है इसी प्रकार यदि हम लोअरकेस लेटरस् का उपयोग कर रहे हैं तो किसी को 25 मिलीम eter 25 मिलीमीटर या उससे कम का उपयोग करना होगा कैरेक्टर्स के बीच अंतर उदाहरण के लिए यह कैरेक्टर और यह कैरेक्टर जो भी इस रिक्ति का उपयोग करता है उसे 035 मिलीमीटर का उपयोग करना होगा यदि हम मोटाई के रूप में 25 मिलीमीटर और 018 मिलीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो अक्षर से अक्षर के बीच का अंतर 035 मिलीमीटर माना जाता है और अन्य किस्में हैं जैसे कि बेस कैरक्टर्स की न्यूनतम रिक्ति और शब्दों के बीच न्यूनतम रिक्ति का भी उल्लेख किया गया है उस तरह की लेटरिंग शैली के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और रेखाचित्र खींचकर उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं शैली के विशिष्ट लेटर में इसे टाइटल ब्लॉकस् सबटाइटल्स हेडिंगस् नोट्स जैसे कि लेजेंड्स शेड्यूल सामग्री सूचियों के लिए लिखना शामिल है उदाहरण के लिए यदि यह टाइटल ब्लॉक है तो हम 10 मिलीमीटर तरह के अक्षरों का उपयोग करते हैं टाइटल ड्राइंगस् में हम 6 मिलीमीटर तरह की चीजों का उपयोग करते हैं किसी भी सबटाइटल्स के लिए हम 3 मिलीमीटर और किसी भी टोलरेंसिस और आगे के लिए 2 मिलीमीटर के संदर्भ में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं आज की कक्षा में हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटस् और इन ड्रॉइंगस् की लेटरिंग को आच्छादित किया है अगली कक्षा में हम ड्राइंग में शामिल लेआउट्स के बारे में जानेंगे जो ज्योमैट्रिकल कर्वस् हम निर्माण कर सकते हैं और डाइमेंशनिंग और टोलरेंसिस का प्रतिनिधित्व कैसे करें आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं